आर का उपयोग करते हुए एमसीडीएम तकनीक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने फजी सेट पर अपनी चर्चा शुरू की थी आइए अब तक हमने जो चर्चा की है उसका एक त्वरित पुनर्कथन करें हमने फ़ज़ी सेट थ्योरी के बारे में बात की और एमसीडीएम तकनीकों के संयोजन में इसका उपयोग कैसे किया गया है फ़ज़ी सेट थ्योरी के उपयोग और फ़ज़ी सेट थ्योरी के विकास के पीछे मुख्य विचार क्या है जो मुख्य रूप से निर्णय समस्या में अनिश्चितता से निपटने के लिए था इस विशेष पहलू के बारे में हमने बात की थी कि व्यक्तिपरक प्राथमिकताएं हो सकती हैं जो मानव निर्णय प्रक्रिया में अनिश्चितता या अनिश्चितता का कारण बन सकती हैं और जिस तरह से निर्णय निर्माताओं द्वारा प्राथमिकताएं या प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं इसलिए फजी सेट थ्योरी के कुछ फायदे हैं जिनका उपयोग करके हम इनमें से कुछ समस्याओं को संभाल सकते हैं हमने इस बारे में बात की कि 1965 में ज़ादेह द्वारा इसे कैसे प्रस्तावित किया गया और फिर 1970 में बेलमैन ने इसे और विकसित किया हमने मॉडलिंग के अर्थ में फ़ज़ी सेट और फ़ज़ी लॉजिक की भूमिका के बारे में भी बात की हमने आगे बात की कि कैसे फजी सेट पारंपरिक सेट का विस्तार है और वे कैसे भिन्न हैं उदाहरण के लिए पारंपरिक सेट सिद्धांत में हमें मानचित्रण के लिए एक विशेषता फ़ंक्शन की आवश्यकता होती है और यहां फ़ज़ी सेट में हमें सदस्यता फ़ंक्शन की आवश्यकता होती है हमने क्रिस्प सेट के बारे में बात की और कैसे फजी सेट अलग है क्योंकि यह आंशिक सदस्यता के लिए अनुमति देता है तो सदस्यता के ग्रेड या डिग्री की निरंतरता है फजी सेट से जुड़े इन पहलुओं पर चर्चा की गई फिर हमने इस बारे में भी बात की कि फ़ज़ी सेट को कैसे परिभाषित किया जाए हमने इस बारे में बात की थी कि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है इस विशेष फ़ंक्शन के लिए µA सेट X के तत्व उन्हें इस श्रेणी में मैप किया जाता है अर्थात 0 से 1 यह सदस्यता फ़ंक्शन है जहां इस सदस्यता फ़ंक्शन का मान µA निकलता है शून्य हो यदि x से संबंधित नहीं है यदि यह एक है तो x पूरी तरह से से संबंधित है और यदि मान 0 और 1 के बीच है तो आंशिक रूप से से संबंधित है इसलिए हमने यह भी चर्चा की कि फ़ज़ी सेट को कैसे परिभाषित किया जाता है फिर आगे हमने भाषाई चर के बारे में बात की उदाहरण के रूप में हमने उम्र पर चर्चा की जहां निर्णय निर्माताओं द्वारा वरीयताओं को व्यक्त करने के लिए युवा युवा नहीं बहुत युवा और बहुत युवा नहीं जैसे भाषाई शब्दों का उपयोग किया जाता है और जो बदले में अस्पष्ट संख्याओं का उपयोग करके व्यक्त किया जा सकता है हमने भाषाई चरों की अवधारणा और इसके महत्व और उन क्षेत्रों के बारे में बात की जहां इसे कृत्रिम बुद्धि सूचना पुनर्प्राप्ति मानव निर्णय प्रक्रिया आदि जैसे लागू किया गया है फिर हम एक और अवधारणा पर चले गए जो अस्पष्ट संख्या है हमने बात की कि कैसे फ़ज़ी नंबरों को परिभाषित किया जाता है फ़ज़ी नंबर एक फ़ज़ी सेट है जिसमें दो गुण सामान्यता और उत्तलता को संतुष्ट करते हैं तो कम से कम ऊपरी बाउंड मान 1 के रूप में होने के बारे में सामान्यता इसलिए कम से कम एक अर्थ में सेट से संबंधित एक तत्व इसी तरह उत्तलता वह है जहां सभी तत्वों को फजी संख्याओं का उपयोग करके व्यक्त किया जा सकता है अर्थात x के सभी तत्वों के लिए निर्णय मैट्रिक्स को उस रूप में व्यक्त किया जा सकता है फिर फजी नंबरों के विभिन्न रूपों का उपयोग कैसे किया जा सकता है निर्णय की समस्या और समग्र संदर्भ के आधार पर समलम्बाकार फजी संख्याएं और त्रिकोणीय फजी संख्याएं प्रस्तावित की गई हैं हालांकि त्रिकोणीय फजी नंबर अधिक लोकप्रिय हैं इन सभी पहलुओं के बारे में हमने बात की हमने टीएफएन के बारे में ट्रिपल एल एम यू के रूप में भी बात की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 फिर हम इस बिंदु पर रुक गए जहां हम फजी संख्याओं के साथ बीजीय संक्रियाओं पर चर्चा करने वाले थे अब यह समझने के बाद कि अस्पष्ट संख्याओं को कैसे परिभाषित किया जाता है आइए हम बीजीय संक्रियाओं पर चर्चा करें आइए मान लें कि हमें ये दो त्रिकोणीय अस्पष्ट संख्याएं दी गई हैं P̃ जिसे l1 m1 और u1 और Q̃ का उपयोग करके परिभाषित किया गया है जिसे 12 m2 और u2 का उपयोग करके परिभाषित किया गया है इन दो त्रिकोणीय फजी संख्याओं को देखते हुए कि फजी जोड़ कैसे किया जा सकता है जिसकी चर्चा नीचे की गई है दो त्रिभुजाकार फजी संख्याओं का योग इस प्रकार दिया जा सकता है फजी गुणन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है इसी तरह दो त्रिकोणीय फजी संख्याओं के घटाव को भी इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है तो इस तरह उनका प्रदर्शन किया जा सकता है जिस तरह से हम इसे पारंपरिक सिद्धांतों में करते हैं अब दो त्रिकोणीय फजी संख्याओं के विभाजन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है अब हम एक त्रिभुजाकार फजी संख्याओं के प्रतिलोम के बारे में बात करते हैं इसलिए यदि हम P̃ को व्युत्क्रम संक्रिया के लिए त्रिकोणीय फजी संख्या के रूप में मान रहे हैं तो आप देखिए l1 के बजाय अब u1 का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि हम उलटा 1u1 फिर 1m1 और फिर 1l1ले रहे हैं आप इस दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं कि l1m1ul इसलिए एक बार जब आप उलटा करते हैं तो इसका सबसे छोटा मान 1m1 के बाद होगा जिसके बाद 1l1 होगा इस नजरिए से आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे शून्य से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए आइए अब बात करते हैं त्रिभुजाकार फजी संख्या को अचर k से गुणा करने पर किसी भी स्थिरांक k को त्रिकोणीय अस्पष्ट संख्या P̃ से गुणा किया जा सकता है एक अन्य संक्रिया एक त्रिभुजाकार फजी संख्या को एक नियत k से विभाजित करने के बारे में है यहाँ P̃ को इस स्थिरांक से विभाजित किया जाता है जिसे k के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो ये महत्वपूर्ण बीजीय संक्रियाएं हैं जिन्हें फजी संख्याओं के साथ किया जा सकता है इसके साथ हमने फ़ज़ी सेट के लिए आवश्यक मूल पृष्ठभूमि को कवर किया है और इस समझ के साथ हम देख सकते हैं कि फ़ज़ी सेट का उपयोग अन्य एमसीडीएम तकनीकों के संयोजन में कैसे किया जा सकता है और बहु मानदंड निर्णय लेने की समस्याएं अब हम एएचपी के साथ संयोजन में फ़ज़ी सेट विधि के अनुप्रयोग की ओर बढ़ेंगे जो कि विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया है तो हम उस हिस्से पर अपनी चर्चा की ओर बढ़ेंगे जो कि फ़ज़ी एएचपी है आइए आगे बढ़ते हैं और फ़ज़ी एएचपी के बारे में बात करते हैं इसलिए कई शोध अध्ययनों और अन्य कार्यकारी रिपोर्टों द्वारा एएचपी के संयोजन में फजी सेट का उपयोग किया गया है पारंपरिक एएचपी का उद्देश्य जैसा कि हम पहले से ही समझते हैं समग्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में विशेषज्ञ के ज्ञान को प्राप्त करना है एएचपी हमें एक विधि प्रदान करता है जिसका उपयोग विशेषज्ञ के ज्ञान को पकड़ने के लिए किया जा सकता है हालाँकि AHP की कुछ आलोचनाएँ हैं पारंपरिक AHP की कुछ आलोचनाएँ हैं यह अभी भी वास्तव में मानव सोच शैली को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है यह विकल्पों की तुलना में निर्णयकर्ता की राय व्यक्त करने के लिए एक सटीक मूल्य का उपयोग करता है निर्णयों के असंतुलित पैमाने का उपयोग जोड़ीवार तुलना प्रक्रिया में अंतर्निहित अनिश्चितता और अशुद्धता को पर्याप्त रूप से संभालने में असमर्थता इसलिए ये पारंपरिक एएचपी की कुछ आलोचनाएं हैं और यही कारण है कि हम अस्पष्ट एएचपी पर चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि उनमें से अधिकतर को संभालने के लिए अस्पष्ट एएचपी का उपयोग किया जा सकता है आइए अब फजी एएचपी पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं जैसा कि हमने बात की है कभी कभी निर्णय लेने वालों के लिए मात्रात्मक तरीके से सटीक तुलना या सटीक वरीयता देना बहुत मुश्किल होता है उस परिदृश्य पर काबू पाने के लिए कभी कभी सटीक निर्णय के बजाय अंतराल निर्णय देना आसान और सटीक हो सकता है जैसा कि स्लाइड में बताया गया है तुलना प्रक्रिया की अस्पष्ट प्रकृति के कारण स्पष्ट रूप से वरीयता व्यक्त करने में विशिष्ट कठिनाई होती है इसलिए जिस तरह से दो वस्तुओं या तत्वों के बीच तुलना की जा सकती है जो मुश्किल हो सकती है इसलिए निश्चित मूल्य निर्दिष्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है इसलिए अंतराल निर्णयों का वास्तव में उपयोग किया जा सकता है अस्पष्ट एएचपी के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है उदाहरण के लिए त्रिकोणीय फ़ज़ी संख्याओं का उपयोग करते हुए फ़ज़ी अनुपात ट्रैपेज़ॉइडल फ़ज़ी नंबर और त्रिकोणीय फ़ज़ी संख्याओं का उपयोग करके सीमा विश्लेषण विधि जिसे हद फ़ज़ी AHP भी कहा जाता है इस हद तक अस्पष्ट एएचपी या त्रिकोणीय फजी संख्याओं का उपयोग करके सीमा विश्लेषण पद्धति सबसे लोकप्रिय है तो अब से अपनी चर्चा में हम बाहरी फजी एएचपी के बारे में बात करने जा रहे हैं जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक हद तक अस्पष्ट एएचपी में क्या होता है तो हम इसकी तुलना पारंपरिक एएचपी के कुछ शुरुआती व्याख्यानों में पहले ही चर्चा की गई बातों से करने की कोशिश करेंगे इसलिए जब हम अस्पष्ट AHP की सीमा पर चर्चा कर रहे हैं तो हम उन चरणों के बारे में भी बात करेंगे जो पारंपरिक AHP को निष्पादित करने के लिए आवश्यक हैं आइए हम अपनी चर्चा एक हद तक अस्पष्ट AHP पर शुरू करें हम पिछले व्याख्यानों में पहले ही फजी सेट और भाषाई चर के बारे में बात कर चुके हैं हमने चर्चा की कि अस्पष्ट एएचपी में तुलनात्मक निर्णयों को व्यक्त करने के लिए भाषाई चर का उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ हमारे अस्पष्ट एएचपी तक भी भाषा चर जेसे युवा बहुत युवा नहीं युवा नहीं जैसे भाषाई मुलयों का प्रयोग किया जाता है जिनका उपयोग निर्णय निर्माताओं द्वारा अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है एएचपी के मामले में इन भाषाई चरों का उपयोग करके जोड़ीवार तुलना मानदंड के वजन और विकल्पों की रेटिंग को वास्तव में इंगित किया जा सकता है पारंपरिक एएचपी में जब हम निर्णयकर्ता से वरीयताएँ लेते हैं चाहे दिए गए लक्ष्य के संबंध में मानदंड की जोड़ीवार तुलना के लिए या किसी विशेष मानदंड के संबंध में विकल्पों के बीच जोड़ीवार तुलना के लिए निर्णय लेने वालों को यातो सटीक मान निर्दिष्ट करना चाहिए था या निश्चित मूल्य निर्णय निर्दिष्ट करना चाहिए था इसलिए हमें पारंपरिक AHP में कई तुलना मैट्रिक्स मिलते थे उदाहरण के लिए एक तुलना मैट्रिक्स मानदंड के बीच जोड़ीवार तुलना के बारे में था और फिर अन्य तुलना मैट्रिक्स विभिन्न मानदंडों के संबंध में विकल्पों के बीच जोड़ीदार तुलना के बारे में थे जो वहां हो सकते थे इसलिए पारंपरिक AHP में कई तुलना मैट्रिक्स उत्पन्न किए गए थे अब उस प्रक्रिया को अस्पष्ट एएचपी के तहत भाषाई चर का उपयोग करके किया जाना है इसलिए निर्णय लेने वाले भाषाई शब्दों का उपयोग करते हुए उन जोड़ीदार तुलनाओं को बना रहे होंगे ठीक उसी तरह जैसे कि हमने पहले आयु में जोड़ीदार तुलना करने के लिए दिया था ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि हम मान रहे हैं कि हम एक अस्पष्ट वातावरण में काम कर रहे हैं जहां निर्णय लेने वालों के लिए सटीक तुलना करना मुश्किल है बल्कि हम चाहते हैं कि वे निश्चित मूल्य निर्णयों के बजाय अंतराल निर्णय निर्दिष्ट करें अब एक बार जब आप निर्णय निर्माताओं से इन जोड़ीदार तुलनाओं को जान लेते हैं तो हम इन भाषाई मूल्यों को निर्दिष्ट करने के लिए टीएफएन का उपयोग कर सकते हैं एक बार जब हम भाषाई मूल्यों को टीएफएन में बदल लेते हैं तो हम अन्य चरणों के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो कदम पारंपरिक AHP के समान हैं हालाँकि अंतर्निहित गणित अलग होने जा रहा है अब हम फ़ज़ी बीजीय संक्रियाओं फ़ज़ी जोड़ घटाव गुणा और व्युत्क्रम और अन्य संक्रियाओं का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए जिस तरह के कदम और जिस तरह के गणित की आवश्यकता होने वाली है हम कुछ महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें करने होंगे हमें एक संख्या तुलना मेट्रिक्स की गणना करनी चाहिए हमारे पास कई तुलना मैट्रिक्स हैं भाषाई चर और फिर टीएफएन का उपयोग करके जोड़ीदार तुलनाएं हैं एक बार ऐसा हो जाने पर एक तुलना मैट्रिक्स मानदंड के लिए होगा और दूसरा विकल्प के लिए होगा इसलिए हम मान रहे हैं कि यह मानदंड तुलना मैट्रिक्स के लिए है या वैकल्पिक तुलना मैट्रिक्स के लिए हम उन्हें वस्तु के रूप में ले रहे हैं तो यह हम एक वस्तु सेट एक्स के रूप में परिभाषित कर रहे हैं तत्व x1 xi से xn तक हैं यह पारंपरिक AHP में तुलना मैट्रिक्स विकल्पों के समान है और फिर हम एक लक्ष्य सेट ले रहे हैं यानी G जो कि g1 है gj तक gm पारंपरिक AHP में m मानदंड के समान है हालाँकि हम इस ऑब्जेक्ट सेट और लक्ष्य सेट के बारे में अधिक सामान्य अर्थों में बात कर रहे हैं क्योंकि एक तुलना मैट्रिक्स मानदंड के बारे में है और दूसरा तुलना मैट्रिक्स विकल्प के बारे में है अंतर्निहित गणित और इन चरणों को समझने के लिए जिन्हें अस्पष्ट एएचपी में लागू करने की आवश्यकता है हम इन नोटेशन का उपयोग कर रहे हैं जो हमने एएचपी के व्याख्यान में और अन्य व्याख्यानों में भी उपयोग किए गए संकेतों से अलग हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट सेट है और तत्व हैं और इन ऑब्जेक्ट सेटों की तुलना लक्ष्य सेट के संबंध में की गई है इसलिए लक्ष्य सेट में तत्व हो सकते हैं इसलिए ये तुलना मूल्य हमारे पास उपलब्ध हैं और हम इन चरणों के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं एक बात यह है कि लक्ष्य gj के संबंध में प्रत्येक वस्तु xi पर सीमा विश्लेषण किया जाना है तो वस्तु xi के लिए लक्ष्य gj के संबंध में सीमा विश्लेषण मूल्य प्राप्त किया जाएगा और इसे निम्नलिखित संकेतन का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है उपरोक्त अभिव्यक्ति में i वस्तु को इंगित कर रहा है और j यहां लक्ष्य को इंगित कर रहा है तो इन हद तक विश्लेषण मूल्यों को आप प्राप्त कर चुके हैं ये किस हद तक विश्लेषण मूल्य हैं वे त्रिकोणीय फजी संख्याएं हैं तो आइए संक्षेप में बताते हैं कि हमने किस बारे में बात की है हमने तुलना मैट्रिक्स के बारे में बात की है भाषाई शब्दों का उपयोग करके निर्णय निर्माताओं से प्रतिक्रियाओं को पूरा कर लिया है और फिर उन्हें त्रिकोणीय फजी संख्याओं में परिवर्तित कर दिया है इसलिए हमने जो मूल्य प्राप्त किए हैं हम यहां सीमा विश्लेषण मूल्यों के रूप में संदर्भित कर रहे हैं अब बाद के चरणों में हम इन मूल्यों का उपयोग करने जा रहे हैं आइए आगे बढ़ते हैं चरण संख्या एक में हमें फजी सिंथेटिक सीमा के मूल्य की गणना करनी चाहिए इसलिए हमने पहले ही सीमा विश्लेषण मूल्यों की गणना कर ली है यानी एम यानि हर वस्तु के लिए स मान रखते हैं और यह करना है की हम siको देख सकते हैं i वह वस्तु है जिस्की रेंज 1 से एन तक है तो इस हद तक विश्लेषण के मूल्यों का उपयोग इन सिंथेटिक एस मूल्यों की गणना के लिए किया जाएगा ये S मान बाद के चरणों में उपयोग किए जाने वाले हैं Si के लिए व्यंजक ऊपर की स्लाइड में दिया गया है यदि आप इस अभिव्यक्ति को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें इसका विलोम लेना है तो इस व्युत्क्रम की गणना करने और फिर इस अभिव्यक्ति के साथ गुणा करने के बाद यह हमें सिंथेटिक हद तक मान देगा अब जबकि हम पहले से ही अस्पष्ट बीजीय संक्रियाओं से परिचित हैं तो इसकी गणना कैसे की जाएगी क्योंकि ये सभी संख्याएं TFN होने जा रही हैं तो हम इसे देखते हैं आप पहले जानते हैं कि आप इस अभिव्यक्ति को जानते हैं इसलिए इसकी गणना इस तरह की जा सकती है तीन पैरामीटर हैं एल के अनुरूप पहला पैरामीटर है फिर m के संगत दूसरा पैरामीटर है और फिर यू के अनुरूप तीसरा पैरामीटर है तो इसके साथ व्यंजक के पहले भाग की गणना की जाएगी और फिर दूसरे भाग जो व्यंजक का व्युत्क्रम भाग है की गणना इस तरह की जा सकती है फजी व्युत्क्रम बीजीय संक्रियाओं का उपयोग करके तो इसे कैसे व्यक्त किया जा रहा है इसके बीजगणितीय भाग पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है इसलिए इस व्यंजक को फ़ज़ी जोड़ और फ़ज़ी गुणन की हमारी समझ और यहाँ पर लिए जा रहे व्युत्क्रम फ़ज़ी व्युत्क्रम को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है यहाँ जो गणना की जा रही है उसके बाद हम यहाँ फ़ज़ी सिंथेटिक हद मान प्राप्त करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार यह हो जाने के बाद हम चरण संख्या दो की ओर बढ़ते हैं जो कि S2 के S1 से अधिक या उसके बराबर होने की संभावना की डिग्री की गणना करने के लिए है अब हम फिर से विचार करें कि दो वस्तुओं के संबंध में हमारे पास दो सिंथेटिक सीमा मान S1 और S2 हैं ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 अब अगर हम उनकी तुलना करें तो इस बात की कितनी संभावना होगी कि S2 S1 से बड़ा या उसके बराबर होने वाला है अब हम इस्का मान केसे निकलते हैं S2 को l2 m2 u2 और S1 को l1 m1 u1 मानते हुए इन दो फजी सिंथेटिक सीमा के बीच संभावना की डिग्री को इस प्रकार परिभाषित किया गया है उसी गणना को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ वही लिखा गया है दूसरा रूप यह है तो S1 प्रतिच्छेदन S2 की ऊंचाई भी वही मान देगी और µS2 भी वही मान देगा तो हमें जो मिलेगा वह दो अस्पष्ट सीमा के बीच संभावना की डिग्री है जो दर्शाता है कि एस 2 एस 1 से बड़ा या बराबर है या नहीं साथ ही d जिसका उपयोग यहां किया जा रहा है µS1 और µS2 के बीच उच्चतम प्रतिच्छेदन बिंदु D की कोटि है तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है हम जिस भी अंतर्निहित गणित की बात कर रहे हैं उसे भी यहां इस आरेख की सहायता से समझाया जा सकता है तो आप l1 m1 u1 देख सकते हैं और क्योंकि हम अस्पष्ट संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए अतिव्यापी होने जा रहा है आप यहां ओवरलैप किए गए क्षेत्र को देख सकते हैं और आप l2 m2 और u2 देख सकते हैं क्योंकि m1 सबसे आशाजनक मूल्य है लेकिन l1 और u1 छोटे संभावित मूल्य और बड़े संभावित मूल्य हैं और इसी तरह दूसरी अस्पष्ट संख्या के लिए भी S2 है तो याह एक दसरे पर ओवरलैप होने जा रहा है या यह मान इक दसरे को इंटरसेक्ट करेंगे डी चौराहा का बिंदु भी है और चौराहा का सबसे ऊंचा बिंदु भी है I जब हम µS2 की बात कर रहे थे तो यह वास्तव में यह कोटि मान था इसके अनुरूप हमें यहां कुछ वैल्यू मिलेगी यह हमें V के यानी S1 के S2 से बड़ा या उसके बराबर होने की संभावना के बारे में बताएगा तो हमें यही मिलेगा अभी हम जिन चरणों पर चर्चा कर रहे हैं वे स्पष्ट होंगे एक बार जब हम R में एक अभ्यास करते हैं तो हम इन चरणों में से प्रत्येक के एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और गणना कि हम प्रदर्शन करेंगे और उनका क्या मतलब है इसलिए जब हम R परिवेश में Rstudio में अभ्यास करते हैं तो हम उन गणनाओं और उनका वास्तव में क्या अर्थ है इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे अभी हमारा ध्यान उस तरह की गणनाओं को समझने पर है जो एक हद तक अस्पष्ट AHP के तहत की जाने वाली हैं तो चरण संख्या 3 जो किया जाना है वह उत्तल फजी संख्या के उत्तल फजी संख्या से अधिक होने की संभावना की डिग्री की गणना करना है अब तक हमने जिन चरणों के बारे में बात की है उनमें कुछ गणनाओं के बारे में हैं जिन्हें किया जाना है और इसलिए चर्चा सामान्य अर्थों में अधिक है चर्चा गणित के उस हिस्से पर है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि कैसे कुछ गणनाएं जो अस्पष्ट एएचपी के तहत की जानी हैं अंतर्निहित गणित को कैसे व्यक्त किया जाता है बाद में हम इन चरणों को एक उदाहरण के माध्यम से निष्पादित करेंगे तो आगे हमें यह पता लगाना है कि उत्तल फजी संख्या S के लिए k उत्तल फजी संख्या से अधिक होने की कितनी संभावना है हम निम्नलिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से इसकी गणना करने वाले हैं इस तरह के गणित को समझने के बाद जो इस हद तक अस्पष्ट एएचपी की आवश्यकता होगी अब हम अंतिम भाग को समझते हैं जो वजन वेक्टर की गणना करना है हमने विभिन्न तुलना मैट्रिक्स के बारे में बात की और बाद में वजन की गणना की जानी है तो यहाँ इस Wʹ को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है f बारीकी से देखा गया dʹ न्यूनतम V Si ≥ Sj है जिसके माध्यम से हम पिछले चरण की गणना का उल्लेख कर रहे हैं तो यह तुलना की जा रही तुलना की तरह है तो हम दो तत्वों के बीच तुलना के पीछे अंतर्निहित गणित के बारे में बात कर रहे हैं यदि हम इसका सामान्यीकृत सदिश रूप लिखते हैं तो यह कुछ इस प्रकार होगा तो यह डब्ल्यू या सामान्यीकृत रूप प्रत्येक तुलना मैट्रिक्स के लिए गणना की गई एक गैर फजी संख्या बन जाएगी तो इस नॉर्मलाइजेशन को करने के बाद हमें नॉन फजी नंबर मिलेंगे तो इसके साथ हमने अस्पष्ट AHP के गणित वाले हिस्से को कवर किया है हर कदम पर हमने कुछ निश्चित गणित के बारे में बात की है जो किया जाएगा सबसे पहले हम निर्णय लेने वालों से तुलना एकत्र करने के लिए भाषाई चर लेते हैं और उन भाषाई मूल्यों को फिर त्रिकोणीय अस्पष्ट संख्याओं टीएफएन में परिवर्तित कर दिया जाता है एक बार जब हमारे पास वे मैट्रिसेस होते हैं तो हमें वज़न और फिर वैश्विक प्राथमिकता गणनाओं का पता लगाने के लिए निश्चित संख्या में गणना करनी होती है जैसा कि हमने पारंपरिक एएचपी में किया था हमने कुछ गणित से जुडी हुई गणनाओं के बारे में बात की जिन्का हमे अपयोग करना है हमने सिंथेटिक मूल्यों का भी उल्लेख किया और दो सिंथेटिक मूल्यों के बीच तुलना के बारे में हमें बताने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाएगा ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक अस्पष्ट वातावरण में काम कर रहे हैं और ओवरलैप होने जा रहा है और हम अभी भी कैसे संकेत कर सकते हैं कि एक विशेष सिंथेटिक फजी मूल्य दूसरे से अधिक होने वाला है या नहीं इसलिए हमने संभावना की डिग्री के बारे में बात की कि एक सिंथेटिक मूल्य का वी दूसरे से अधिक है फिर हमने उस वजन के बारे में बात की जो उस संभावना की डिग्री के आधार पर सीधे उससे आ रहा है तो उसी से इन भारों की गणना की जाएगी फिर एक बार हमारे पास ये भार हो जाने के बाद हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आगे की गणना कर सकते हैं यह सब हम R वातावरण में एक अभ्यास के माध्यम से और अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे तो हम अगले व्याख्यान में करेंगे इसलिए हम यहां निष्कर्ष निकालते हैं आपको धन्यवाद